हम एक बार फिर से सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस के केस स्टडी को जारी रख रहे हैं और इससे हम यह पता लगाएंगे कि हमें कैसे किसी भी केस स्टडी का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है जिससे प्रशिक्षणार्थियों का काम भी आसान होगा हमने पिछले मॉड्यूल में फ्रेमिंग के बारे में बात की थी इसमें यह बताया गया था कि फ्रेमिंग का क्या उद्देश्य है और हमने प्रमुख प्रश्नों की भी पहचान की थी प्रमुख प्रश्नों की पहचान शुरुआत और अंत में ही हो जाती है फ्लिप और स्किमिंग को भी शुरुआत और अंत से ही समझा जाता है सबसे ज्यादा समय केस के पहले और अंतिम भाग को समझने में ही लग जाता है क्योंकि अगर हमने इसे ढंग से समझ लिया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और हमें सुझाव देने में भी आसानी होगी अब भाग दो की बात आती है इसमें लेबलिंग के बारे में बात की जाएगी की लेबलिंग क्यों की जाती है लेबलिंग के मुख्य तथ्य क्या है और मुख्य बिंदु क्या है केस के सामान्य मार्जिन क्या है उन सामान्य मार्जिन के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है फिर उद्योग से संबंधित बात की जाती है और यह भी बताया जाता है कि उद्योग के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है प्रतियोगिता क्या हो सकती है इसमें प्रतियोगिता के बारे में बात की हुई है और वह प्रतियोगिता वर्तमान की भी हो सकती है भविष्य की भी हो सकती है और भूतकाल की भी हो सकती है यह सब निर्भर करता है की केस कैसा है केस में अच्छी बातें भी हो सकती है बुरी बातें भी हो सकती है यह मॉडल हमें यह बताता है कि हमें लेबलिंग्स किसी भी केस स्टडी में कैसे करनी है जैसा कि मैंने लेबलिंग के बारे में बताया था कि लेबलिंग के कुछ तथ्य होंगे पहले चरण की तरफ आतें हैं पहले चरण में हम मार्जिन के तथ्य को लेबल करेंगे ताकि जब भी हम इसका अध्ययन करें तो ऐसा हो सकता है पहली बार पढ़ेगे तो शायद इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और इतने अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे लेकिन जब हम उसको दूसरी बार पढ़ेगे तब हम केस स्टडी को अच्छे से समझने में सक्षम होंगे और हम उसका नामकरण भी कर पाएंगे और मामले के सभी तथ्यों को लेबल भी कर पाएंगे अब हम इस केस को पढ़ रहे हैं और जो भी है किस लिख रहा है उसका मार्जिन क्या है संक्षिप्त नाम का प्रयोग करके क्या संदेश दिया जा रहा है जो भी नाम दिया गया है जैसे एम एस एम ई इसे क्या बोला जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज तो निश्चित रूप से हमें लड़ना होगा यह संक्षिप्त नाम क्या है इसे पहचानना होगा हम इस विशेष मामले का अध्ययन करेंगे और यह भी देखेंगे कि विशेष लेखक द्वारा इन संक्षिप्त नामों को इस विशेष केस में कैसे इस्तेमाल किया गया है दूसरी बात इस बारे में की जा रही है किसी भी अनुच्छेद में जो मुख्य वाक्य आए है उनको रेखांकित किया जाएगा इसलिए किसी भी पैराग्राफ के मुख्य वाक्यों को देखकर हम उन्हें लिख भी पाएंगे और यह भी देख पाएंगे कि वह इस विशेष केस स्टडी का विश्लेषण करते समय एक अच्छा प्रभाव देता है या नहीं और अध्ययन करने में भी आसानी होगी हम केस स्टडी के अनुच्छेदों के प्रमुख वाक्यों को लिखते रहेंगे इसलिए विशेष रूप से लेबलिंग में हम इसकी खोज करने की कोशिश करते हैं और उन तथ्यों को पहचानने की कोशिश करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है यह भी हो सकता है कि संक्षिप्ताक्षर के साथ अनुच्छेदों में भी प्रमुख वाक्यों को रेखांकित किया जाए और इससे यह होगा कि हमें केस को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें सब कुछ पढ़ना नहीं होगा हम सिर्फ रेखांकित किए गए वाक्यों को पढेगे और केस को आसानी से समझ भी पाएंगे अगर सामान्य लेबलिंग की जाएगी तो सामान्य मुद्दों में उद्योग के साथ साथ ग्राहकों पर भी इस बात का प्रभाव होगा अब सभी प्रकार की जाँच की समीक्षा की जाएंगी उसके बाद हम उन सभी विशेष मुद्दों के प्रकारों का पता लगाएंगे और यह भी देखेंगे कि वह ग्राहकों से संबंधित है या उद्योगों से संबंधित है जिसकी हम चेक लिस्ट में समीक्षा करेंगे और सभी मुद्दों की पहचान भी की जाएगी हमें यह याद रखना होगा कि यह कोई कंपनी या उद्योग वशिष्ठ नहीं है यह सामान्य है इसलिए हर एक प्रतिभागी को यह बताया जाएगा कि उसे एक खड़ी प्रक्रिया के साथ जाना है अब खड़ी प्रक्रिया क्या हो सकती है सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक तकनीकी और राजनीतिक मुद्दे भी होते है यहां मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यहां पर कोई कानूनी मुद्दा भी हो सकता है इसलिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कानूनी तकनीकी और परिस्थितिक मुद्दे की जब बात आती है तो यदि कोई भी कदम मुद्दे का पता लगा सकता है तो प्रमुख बिंदुओं को उजागर करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए यह देखना होगा इसमें पहले मामले को पढ़े मामले में जो विशेष वाक्य को रेखांकित किया हुआ है उसको देखें और फिर जो भी संक्षिप्तीकरण है उन सब को नीचे नोट करें अब यहां पर एक चेक लिस्ट भी बनाई जाएगी जो कि सामाजिक मुद्दों पर होगी सामाजिक मुद्दों के आधार पर यह तैयार किया जाएगा जिसमें मुद्दे हो सकते हैं जैसे कि दोहरे आय वाले परिवार से संबंधितमहिला सशक्तीकरण से संबंधित बाल श्रम से संबंधित आदि इसलिए इन सभी मुद्दों पर हमें ध्यान देना होगा और कानूनी मुद्दे भी हो सकते हैं यदि इस प्रकार के विभिन्न मुद्दे हैं तो कानूनी मुद्दों को भी उजागर किया जा सकता है फिर अगर प्रौद्योगिकी में बदलाव होता है तो तकनीकी मुद्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और फिर यहाँ नीचे ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न तकनीकी मुद्दे क्या हैं और इन सभी तकनीकी मुद्दों को प्रमुख मुद्दे बनाया जाता हैं अब हम उद्योग की श्रेणी में तथ्यों को लेबल करते हैं अब तीसरा यह है कि मुद्दे से संबंधित अध्ययन के तहत विशिष्ट उद्योग को प्रभावित किया जाता हैं इसलिए मान लें कि यह मामला विमान उद्योग से संबंधित है इसलिए उस मामले में हम उस माध्यम से जाएंगे जो सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस में हो रहा है जब भारत में एयरलाइनों या एयरलाइन उद्योगों की बात की जाती है तो बजटीय और कम आर्थिक विमानन उद्योगों के बारे में बात की जाती है एयर इंडिया के बारे में बात करते हैं यह एक सरकारी विमानन उद्योग है हम भारतीय मामले का अध्ययन भी कर सकते हैं तरीका वही रहेगा लेकिन मैंने सिंगापुर का उदाहरण दिया है जो कि एक इंटरनेशनल एयरलाइंस है इसलिए इस मामले में उद्योग का परिदृश्य वैश्विक परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य दोनों पर विचार किया जाएगा न कि कंपनियां सामान्य पर्यावरणीय मुद्दे हैं इसलिए यहां हम किसी विशेष कंपनी के मुद्दे के बारे में बात नहीं करेंगे बजाय इसके कि हम इस बारे में बात करेंगे कि विमानन उद्योग के लाभ में जो भी हो रहा है वह क्या है और क्या मुद्दे और चुनौतियां हैं विमानन उद्योग किस चरण से गुजर रहा है इसलिए यह उद्योग विशिष्ट की टिप्पणियां होगी उदाहरणों में उद्योग समेकन उद्योगों की लाभप्रदता शामिल हैं फिर सामान्य रणनीतियाँ जो इस विशेष संगठन में अपनाई जाती हैं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्नता और फिर बाजार में वृद्धि और इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और फिर यदि इस तरह की विभिन्न रणनीतियों में सामान्य रणनीति भेदभाव बाजार की वृद्धि होती है फिर सिंचाई उद्योग के लिए भी हमें ध्यान देना होगा इसलिए भारतीय विमानन उद्योग की तरह कई बार हम पाएंगे कि विभेदीकरण लागत के आधार पर है कम लागत वाला विमानन उद्योग तो यह हो सकता है कि हम उस विशेष विमानन उद्योग से संबंधित बिंदु भी बना सकते हैं इसमें व्यक्तिगत प्रतियोगी डेटा शामिल नहीं है लेकिन यहां हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो किसी विशेष उद्योग के बारे में है यहां हम बात कर रहे हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है उड्डयन उद्योग जैसे कि और कोई विशेष प्रतियोगी नहीं अब प्रतियोगियों के अगले बिंदु पर चर्चा की जाएगी जो कि लेबलिंग प्रतियोगिता के लिए विशिष्ट पहचान पर निर्भर करेगी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस विशेष उद्योग के तहत प्रतिस्पर्धा में हैं विशिष्ट पहचान और राज्य उद्योग में प्रतियोगियों से संबंधित डेटा इसलिए उद्योग के लिए इस विशेष प्रतियोगिता में जो भी डेटा है उस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि जब हम उद्योग की एक विशेष प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि अगर हम किसी विशेष कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो सामान्य उद्योग जागरूकता प्रतियोगी डेटा यह विपणन डेटा व्यापार रणनीति डेटा से संबंधित है और इसलिए हम यह पता लगाएंगे कि किस उद्योग में प्रतियोगियों से संबंधित डेटा किस प्रकार का है उदाहरणों में प्रतियोगियों के नाम शेयर बाजार लाभप्रदता और उसके बाद की रणनीति शामिल हैं इसलिए वे होंगे अलग अलग मुद्दे होंगे जो इस बारे में बात करेंगे कि कैसे विशेष उद्योग के प्रतियोगी कौन हैं तो यह एक घरेलू स्तर हो सकता है यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी हो सकता है इसलिए प्रतियोगियों के नाम पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि उनका बाजार हिस्सा क्या है इसलिए जब हम बाजार में हिस्सेदारी के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विशेष उद्योग की बाजार हिस्सेदारी क्या है जैसे कि इस मामले में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन प्रतियोगियों के बाजार का हिस्सा है ताकि दोनों बाजार में हिस्सेदारी हो यह पता लगाने के लिए कि लेबलिंग में महत्वपूर्ण निष्कर्ष होंगे इसलिए हम इसे स्तर देंगे फिर लाभप्रदता क्या विशेष कंपनी लाभ में जा रही है और नहीं और यदि यह लाभ में जा रही है तो इसके क्या कारण हैं केस स्टडी में क्या कारण बताए गए हैं यदि उद्योग कंपनी लाभ में नहीं जा रही है तो क्या कारण हैं और फिर उन कारणों की पहचान करें जो लाभ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस विशेष प्रतियोगियों द्वारा अपनाई जाने वाली विशिष्ट रणनीतियों के बारे में है अब प्रतियोगिता में उन्होंने किस विशेष रणनीति को अपनाया है या उन्होंने इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा से उबरने के लिए रणनीतियों को अपनाया है क्या वे रणनीतियों के साथ सामने आए हैं या शायद नीली महासागर की रणनीतियां लाल सागर की रणनीतियां उन रणनीतियों को प्रस्तुत करती हैं जो लाभप्रदता पैदा करेंगी या प्रतियोगिता को फिट करेंगी कुछ नई प्रथाओं नई रणनीतियों को अपनाने और लेबलिंग भी की जानी है उन प्रमुख आयामों के बारे में सोचना शुरू करें जिनके द्वारा आप अपनी कंपनी की तुलना प्रतियोगियों के साथ कर सकते हैं इसलिए हम उन महत्वपूर्ण आयामों के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं जो कि हम पता लगा सकते हैं जैसे कि मैं संसाधनों से संबंधित बात कर रहा था मुख्य आयाम वे संसाधन हो सकते हैं जो मनुष्य हैं मशीन सामग्री पैसा विधि और मिनट वहां मैन पावर क्या है किस प्रकार की तकनीक है वित्तीय स्थिति क्या है यह किस प्रकार के मुद्दे हैं ऑपरेशन के तरीकों के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है और फिर किस प्रकार का समय प्रबंधन या मिनट होते हैं वे संगठन के लाभ के लिए इस विशेष समय प्रबंधन का उपयोग कैसे कर रहे हैं इसलिए यह सब आप प्रमुख आयामों की तुलना कर सकते हैं ये प्रमुख आयाम हैं जो कि संसाधन हैं जिन्हें हम कंपनी और प्रतियोगियों के साथ तुलना कर सकते हैं इसके बाद इस विशेष केस स्टडी के तहत ताकत ताकत आती है जो भी तथ्य जो अध्ययन के तहत कंपनी के लिए सकारात्मक प्रतीत होते हैं इसलिए सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए जो कुछ भी सकारात्मक है उसके लिए हम यह पता लगाएंगे कि क्या है इस कंपनी के लिए सकारात्मक रहें भले ही हम अनिश्चित हों अगर यह अंततः एक ताकत के रूप में सकारात्मक रूप से शामिल होगा यदि मामले ने इसका उल्लेख किया है तो कई बार हम पाते हैं कि यह ताकत नहीं हो सकती है लेकिन हमें संदेह नहीं होना चाहिए और हम जो करने वाले हैं वह है हमें इन विशेष कंपनी के साथ बाहर आना होगा और प्रतिस्पर्धियों के साथ कंपनी का निर्माण करना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या इस मामले में ताकत का उल्लेख किया गया है तो निश्चित रूप से हमें यह कहना होगा कि हां यह मामले की ताकत है कमजोर कोई भी तथ्य जो अध्ययन के तहत कंपनी के लिए नकारात्मक प्रतीत होता है इसलिए जो भी इस विशेष कमजोरी के साथ जा रहा है तो जो कमजोरियां नकारात्मक प्रतीत होती हैं फिर हमें सावधान रहना होगा कि क्या हम यह पता लगाएंगे कि कैसे क्या हैं वहाँ नकारात्मक रणनीति को चलाने के लिए जितनी संभव हो उतनी कमजोरियों की पहचान करने के लिए बहुत सावधान रहें क्योंकि जब भी हम किसी भी रणनीति समाधान का फैसला कर रहे हैं तो समाधान क्या होना चाहिए सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी होगी इसलिए हम जो भी सॉल्यूशन या स्ट्रेटजी तय करेंगे उसके लिए उन्हें उस खास स्ट्रैटेजी को चलाना होगा वे कैसे काम करेंगे यह केवल संगठन का है और उद्योग स्तर का नहीं है इसलिए उस स्थिति में हम यह पता लगाएंगे कि संगठन जो है उसमें कितनी ताकत और कमजोरियां हैं और फिर संगठन स्तर पर है और यह समग्र उद्योग स्तर के लिए नहीं है क्योंकि रणनीति जो हम केवल उस विशेष संगठन के आधार पर तय करेंगे इसलिए यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह एक संगठन के स्तर पर है और उद्योग के स्तर पर नहीं हमने इस विशेष फ़्रेमिंग के रूप में मामले के टेम्पलेट्स पर चर्चा की है अब हम लेबलिंग के बारे में बात करेंगे और यह सामान्य वातावरण सही है और फिर उद्योग और प्रतियोगिता के बारे में भी है इसलिए जब भी हम इन लेबलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस के बारे में बात कर रहे हैं जो सामान्य वातावरण है हम अपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उद्योग हम प्रतियोगिताओं के बारे में बात कर रहे हैं फिर ताकत वह कमजोरी और मामले में यह लेबल है हम यहां कब्जा करते हैं इसलिए जबकि सामान्य पर्यावरण उद्योग प्रतियोगिता की ताकत और कमजोरियों के बारे में जानकारी बनाते हुए हम उस विशेष स्तर पर आएंगे अब इन विशेष लेबलिंग प्रक्रिया को हम उसी मामले के अध्ययन की मदद से लेंगे जो सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस है एक मुस्कुराहट के साथ रणनीति और फिर यह कैसे होने वाला है अब इस जगह को व्यापार रणनीति पर एक मॉड्यूल में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को चित्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये उपयोग प्रतिस्पर्धी लाभ के ऊपर अमूर्त स्रोत हैं जो किसी विशेष व्यवसाय रणनीति को तैयार करने के लिए बनाए जाएंगे इसलिए यह भी है कि हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हमने जो भी कमजोरियों की पहचान की है वे क्या हैं ताकत उद्योग से संबंधित हैं विशेष संगठन से संबंधित हैं और सामान्य तौर पर तब इन टेम्पलेट्स के माध्यम से हमें उचित रणनीति के साथ सामने आना चाहिए ये मामले भेदभाव की अवधारणा को समझने के लिए एक रूपरेखा दिखाने में मदद करते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यहां हम प्रतियोगियों पर भी विचार कर रहे हैं इसलिए जब हम प्रतियोगियों पर विचार कर रहे हैं तो हमें रणनीति के साथ सामने आना चाहिए जिसमें आधार के साथ बहुत अंतर होगा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ जो एक संगठन को प्राप्त होगा यह दिखाता है कि विभिन्न प्रकार की रणनीति को लागू करने वाले संगठन को हर मूल्य गतिविधि में बकाया होने के इरादे से अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को डिजाइन करने की आवश्यकता होती है जो वह करता है और इसलिए उस स्थिति में भेदभाव की यह विशेष रणनीति निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक मूल्य श्रृंखला बनाएगा और जहां यह प्रदर्शन संचालित होगा अब यह विशेष रूप से लेबलिंग के बारे में है अब यह सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस में कार्यान्वयन करेगा संभावित उत्तरों का एक नमूना सिंगापुर इनडोर एयरलाइंस के लिए इस खंड में प्रस्तुत किया गया है एक मुस्कुराहट के मामले के साथ यह एक रणनीति है कार्यवाही स्लाइड्स से सुझाए गए दृष्टिकोण युक्तियों और टेम्पलेट्स का उपयोग करके अपने दम पर पहले मामले को आज़माना याद रखें इसलिए हमारा विश्लेषण मूल होना चाहिए और यह विश्लेषण हम उन प्रशिक्षुओं से पूछ सकते हैं जो कि अपना स्वयं का विश्लेषण करते है यहाँ यह बहुत ही स्वागत योग्य होगा कि हम अलग अलग और अतिरिक्त अवधारणाओं के साथ सामने आ सकते हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं इसलिए जरूरी नहीं कि हमें इस विशेष इनपुट से ही जाना जाए और केवल प्रशिक्षुओं को अलग अलग इनपुट्स बताने थे अब उन्हें शामिल किया जाएगा लेकिन याद रखें कि यह वास्तविक उत्तर नहीं है बल्कि यह हमे प्रक्रिया सीखने की ओर ले जाती है इसलिए वास्तव में यह नहीं है कि हम एक उत्तर के लिए बाहर आ रहे हैं उत्तर भिन्न हो सकता है उत्तर सही हो सकता है उत्तर गलत हो सकता है लेकिन जो हम बाहर आ रहे हैं वह सही है या नहीं यह पता लगाना है इसलिए मामले के विश्लेषण में हमें प्रशिक्षुओं को यह कहने के लिए प्रशिक्षित करना होगा कि सामान्य पर्यावरण उद्योगों प्रतियोगियों शक्तियों और कमजोरियों के मामले में लेबलिंग करें इसलिए इन सभी बिंदुओं पर जब हम विचार करेंगे तब हम कुछ इनपुट करेंगे जो हमें एक विशेष रणनीति के निर्माण की ओर निर्देशित करेगा अब यहाँ यह दिखाया गया है कि लेबलिंग क्या है और यह है कि लेबलिंग के दो अलग अलग प्रकार है इसलिए इन खोजशब्दों को बनाने के माध्यम से जाएँ और फिर वही देखें और समझे तीसरा बिंदु जो सामने आ रही है वह केस विश्लेषण प्रक्रिया में संक्षेप के बारे में है अच्छे केस विश्लेषण की कुंजी यह है कि मामले के तथ्यों को स्पष्ट और समझने योग्य और उपयोगी रूप में विभाजित किया जाए और इस प्रकार के सारांश के बारे में हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष मुद्दे हैं इसलिए यहाँ संक्षेप में जाने से पहले मैं एक तरह से लेबलिंग को समाप्त करना चाहूंगा जो भी तथ्य स्तर पर है तो उसका क्या उद्देश्य हैं जो हमने अभी तक महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहचान की है फिर फ्लिप मामले के माध्यम से फिर स्किम से मामले को पढ़ा मामले की शुरुआत और अंत को ध्यान से पढ़ें मामले के अलग अलग अंश क्या हैं उन्हें देखें उद्योग की विशेष प्रकृति के सामान्य वातावरण से संबंधित अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है इसके लिए सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक तकनीकी और राजनीतिक वातावरण का होना आवश्यक है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा उद्योग में तब हमें प्रतियोगियों को भी देखना पड़ता है रणनीति प्रतियोगियों द्वारा अनुकूलित की जाती है और हमारे प्रतियोगी द्वारा इस विशेष उद्योग द्वारा रणनीतियों के भेदभाव के आधार पर जिस पर हम इस मामले का विश्लेषण कर रहे हैं और उस प्रतियोगिता पर जिसे हमें इस पर उचित विश्लेषण करना है प्रतियोगिता और फिर हम इस विशेष मामले की ताकत और विशेष उद्योग को उजागर करते हैं जिसे हम विश्लेषण कर रहे हैं उदाहरण के लिए यहां सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस है हम ताकत का पता लगाएंगे वहां के सकारात्मक बिंदु क्या हैं और फिर कमजोरियां हैं या नकारात्मक बिंदु हैं तो अब हम अंतरिक्ष तीन के बारे में बात करेंगे जो संक्षेप है संक्षेप में महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो महत्वपूर्ण है या नहीं इस कदम से उन तथ्यों को संक्षेप में बताया जाएगा जो इस मामले में चिह्नित किए गए प्रमुख तथ्यों को बाहर निकालने के लिए हैं ये क्या हैं हम मामले का सारांश कैसे देंगे अब जो कुछ भी हमने इन फ्रेमिंग और लेबलिंग में सीखा हैतो इस प्रक्रिया को संक्षेप में बताने के दौरान कुछ समय लग सकता है इसलिए हमें प्रशिक्षुओं को समय देना होगा कि वे केस स्टडी से गुजरेंगे कि वे इस केस स्टडी के फ्रेमिंग में जाए मामले के विश्लेषण में जाए वे केस विश्लेषण के लेबलिंग के माध्यम से जाएं और फिर उसी के आधार पर वे अब सारांश के लिए जाएं इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है लेकिन जो कुछ भी चिह्नित किया गया है उसे शामिल करने का प्रयास न करें इसलिए जरूरी नहीं कि जो भी समय उसे चिह्नित करने में गया है और जो सभी विशेष पहलुओं को वह संक्षेप में प्रस्तुत करेगा वह सब क्या है संक्षेप में यह संभव हो सकता है कि कुछ पहलुओं को कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके पास इतनी प्रासंगिकता नहीं हो सकती है इसलिए प्रशिक्षुओं को उस विशेष बिंदु से बचने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए और फिर वह उन बिंदुओं के बिना मामले को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकता है संबंधित पाठ्यपुस्तकों में शामिल सामग्री का उपयोग करके भरे जाने वाले कुछ खाली टेम्प्लेट सेट करें उदाहरण के लिए सामान्य रूपरेखा है इसलिए वह ढांचा पहले से ही है तो पोर्टर की पाँच सेनाएं हैं या तीन सीएस कंपनी ग्राहक और प्रतियोगिता हैं चार पी हैं जो उत्पाद मूल्य आदि हैं स्थान और पदोन्नति और वित्तीय अनुपात वहाँ हैं इसलिए तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए फिर संबंधित पाठ पुस्तकों में शामिल सामग्री का उपयोग करके कुछ रिक्त टेम्पलेट्स को भरा जा सकता है इसलिए यह केवल मामले तक ही सीमित नहीं है और यहां बिंदु बिंदु है सैद्धांतिक फ्रेमवर्क के साथ विशेष केस विश्लेषण व्यावहारिक पहलू को जोड़ने के लिए है मेरी राय में जब भी हम केस विश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम मॉडल को व्यावहारिक स्थिति से जोड़ने में सक्षम हैं और यह एक सच्ची दिशानिर्देश है इस सही दिशानिर्देश को बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विशेष प्रकार के उत्पादों और विभिन्न मुद्दों पर विचार करे और फिर हम समाधान प्रदान करने के लिए अपना ढांचा बनाए अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु जैसा कि हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करते हैं उसी तरह महत्वहीन तथ्यों को भी समाप्त करें यह भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी तथ्य जो हम कवर कर रहे हैं वह हमारे किसी काम में न आए या हम उनका कहीं प्रयोग ना करें यह प्रभावी मामले के विश्लेषण के लिए सबसे कठिन तत्व में से एक लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण है हम तथ्यों के माध्यम से बहुत कुछ पता लगा सकते हैं कभी कभी हम यह भी सोच सकते हैं कि हम अंतिम उत्तर को बदल सकते हैं अगर हम अंतिम उत्तर को बदलना चाहते हैं तो हमें सैद्धांतिक नेटवर्क को ध्यान में रखना होगा सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से लेना होगा और महत्व हिंदुओं को छोड़ना होगा उन सभी तथ्यों को हटा दें जो कि निरर्थक है सभी संबंधित तथ्यों को समाप्त और संयोजित करें इसलिए इस मामले को लंबाई में भी देखा जा सकता है हालांकि यह भी हो सकता है कि केस इतना लंबा ना हो जैसा कि आप सारांश के लिए एक तथ्य को निकालते हैं अतिरेक से बचने के लिए पूरे मामले से संबंधित तथ्यों को चिह्नित करते हैं इसलिए यदि कुछ तथ्य हमारी व्यावसायिक रणनीति के किसी भी समाधान से संबंधित नहीं हैं जिसे हम प्रस्तावित करने जा रहे हैं तो उन्हें उन तथ्यों के बारे में भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका कोई संबंध नहीं है और यह विशेष समाधान के लिए अच्छा नहीं है यदि ऐसा हो जाता है कि कोई विशेष बिंदु शामिल नहीं हो पाता तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है हम केस को दोबारा भी पड़ सकता है और आप अपने प्रशिक्षुओं को यह समझा सकते हैं कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है यदि आप से कोई मुख्य वाक्य छूट गया है तो आप उसे ग्रुप डिस्कशन या फिर आपस में विचार विमर्श करके भी हाईलाइट कर सकते हैं उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को चिन्हित किया जाता है और जो महत्वपूर्ण नहीं है उन तथ्यों को निकाला जाता है हम इन महत्वपूर्ण तथ्यों को चिन्हित करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण डेटा के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लेंगे मुख्य तथ्यों को चिन्हित करने के लिए हाइलाइटर या कोडिंग प्रणाली का उपयोग करें इसलिए इस स्थिति में यह और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर सबसे महत्वपूर्ण होगा तथ्यों पर विचार करना तो संक्षेप को कैसे बनाया जाता है और क्या महत्वपूर्ण है बाहरी और आंतरिक कारक को अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह पहचाना होगा कि बाहरी क्या है और आंतरिक क्या है अगर सामान्य वातावरण की बात की जाए तो तीन चार सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं तक ही बात सीमित है उद्योग प्रतियोगियों ताकत और कमजोरियों और फिर इन सब के आधार पर जो कुछ भी लेबलिंग में किया जाता है उसके आधार पर हम इस विशेष केस स्टडी को देख रहे हैं अब एक सामान्य वातावरण है तो वैश्वीकरण भी बढ रहा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की मांग एशिया के लिए है एशिया के लिए विनम्रता का उदाहरण सिर्फ राजनीतिक परिवर्तनों में है जिसमें मुक्त व्यापार बाजारों की विधि शामिल है बहुत सी आर्थिक स्थितियां महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मंदी हो गई तो फिर मंदी के कारण मूल्य संवेदनशीलता बढ़ सकती है उद्योग भी वही है और उद्योग वहीं पर बढ़ रहा है जहां कुछ प्रमुख दायरे को बढ़ाने की बात की गई है गठबंधन एक सबसे बड़ा राजनीतिक उपकरण है कई कंपनियां कनेक्शन की तलाश करती है ग्राहक भी तेजी से संवेदनशील होते हैं लेकिन व्यापार क्षेत्र वफादार होता है अंतर्राष्ट्रीय हवा सेवा के लिए कोई विकल्प यात्रा नहीं है प्रतियोगिता प्रमुख घरेलू प्रतियोगियों जैसे जापान एयरलाइंस थाई एयरवेज और कैथे हैं प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी यूनाइटेड केएलएम और ब्रिटिश एयरवेज हैं एस आई एक के पास प्रीमियम स्तर की सेवा के लिए सबसे अच्छा ढांचा है लेकिन हारने वाली जमीन है ताकत सिंगापुर की लड़की की प्रतिष्ठा और ब्रांड छवियां हैं युवा बेड़े और उत्कृष्ट प्रशिक्षण सुविधाएं और कार्यक्रम सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा हैं जो कि ताकत के बारे में हैं व्यापक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग नेटवर्क वहाँ है जो ताकत के बारे में है इस मामले के अध्ययन में हमने देखा है कि कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले श्रम की आपूर्ति में कठिनाई कितनी बढ़ सकती है और फिर बटन डाउन छवि युवा जनसांख्यिकी के लिए आकर्षक नहीं भी हो सकती है उच्च लागत संरचना के लिए उच्च गुणवत्ता सेवा को बदलना कितना मुश्किल होगा यह भी देखा गया है इसलिए यह बताया गया है कि महत्वपूर्ण बिंदुओं और मापदंडों पर ही मामले को प्रस्तुत किया गया है अगली बात संश्लेषण के बारे में होगी धन्यवाद